अभिवादन और टीएएलई मॉड्यूल 3 यूनिट 16 इंस्ट्रक्शन फॉर मेटाकॉग्निटिव लर्निंग में आपका स्वागत है पिछली इकाई में हमने डिजाइन के लिए निर्देश को समझा था इस इकाई में जो पिछले विषय से पूरी तरह से अलग है हमारा उद्देश्य मेटाकोग्निटिव लर्निंग के लिए निर्देश की आवश्यकता और विधियों को समझना है मेटाकॉग्निटिव लर्निंग का यह क्षेत्र अधिकांश संकाय के लिए कुछ नया है शब्दावली इसकी भूमिका और इसके बारे में क्या किया जाना है इसे समझने में कुछ समय खर्च करने की आवश्यकता है लेकिन एक बार जब हम समझ जाते हैं हम उस केंद्रीय भूमिका की सराहना करने में सक्षम होंगे जो मेटाकॉग्निटिव लर्निंग निभाता है हमने टीएएलई मॉड्यूल 1 में मेटाकॉग्निशन के बारे में बात की थी जब हम सीखने की वर्गीकरण के बारे में बात कर रहे थे एंडरसन ब्लूम के वर्गीकरण के अनुसार मेटाकॉग्निटिव ज्ञान ज्ञान श्रेणियों में से एक है मेटाकॉग्निशन अपनी सोच के बारे में सोच है जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है यह हमारे अपने कौशल ज्ञान या सीखने का आकलन करने की क्षमता है क्या मैं समझता हूं कि मैं क्या कर सकता हूं या ऐसा क्या है जो मुझे पता है या मैं सीख रहा हूं या नहीं मैंने सीखा है या नहीं यह एक व्यक्ति की अपने ज्ञान के स्तर और विचार प्रक्रिया के बारे में जागरूकता भी है जाहिर है हमारी अपनी पहचान के आधार पर यह क्षमता प्रभावित करती है कि छात्र कितनी अच्छी तरह और कितने समय तक अध्ययन करते हैं उदाहरण के लिए यदि मुझे पहले से ही पता है कि मैं किसी विशेष विषय को अच्छी तरह से जानता हूं तो मैं उस पर समय नहीं बिताऊंगा लेकिन अगर मुझे पता है कि मुझे पूरी तरह समझ में नहीं आता है तो मैं उस विशेष विषय पर अधिक समय बिताऊंगा किसी विशेष विषय को सीखने में मैं जितना समय बिताता हूं वह स्पष्ट रूप से मेरे आध्यात्मिक ज्ञान पर निर्भर करेगा यह प्रभावित करता है कि छात्र कितना और कितनी गहराई से सीखते हैं उदाहरण के लिए मैं सतही तौर पर सीख सकता हूं और अपने लिए दावा कर सकता हूं कि मैंने सीखा है मुझे तभी एहसास होता है जब कुछ सवालों के जवाब देने की जरूरत होती है मेरी शिक्षा पर्याप्त नहीं थी मेटाकॉग्निटिव क्षमता इस बात को प्रभावित करती है कि छात्र कितनी अच्छी तरह और कितनी देर तक पढ़ते हैं कितना और कितनी गहराई से सीखते हैं इसका अनुवाद कैसे किया जाता है ये सभी शिक्षक या छात्र के लिए दिन प्रतिदिन की गतिविधि में तब्दील हो जाते हैं मेटाकॉग्निटिव क्षमता का अर्थ है सीखने के लक्ष्यों सफलता के मानदंड और वर्णनात्मक प्रतिक्रिया का उपयोग करना सभी शर्तें स्पष्ट हैं इसका मतलब है क्या मैं उपयोग करता हूँ या मैं अपने सीखने के लक्ष्यों का उपयोग कैसे करूं मैं अपने सफलता मानदंड का उपयोग कैसे करूं और मुझे दी गई वर्णनात्मक प्रतिक्रिया को मैं कैसे समझूं यह पहचानना कि किस प्रकार अभिवृत्तियाँ और आदतें सीखने को प्रभावित करती हैं पहचान संचार और अभिनय और सीखने की प्राथमिकताएं और ताकत सीखने की स्थितियों का आकलन करना और कार्य योजना विकसित करना सीखने पर चिंतन करना और अपनी सोच के बारे में बातचीत में संलग्न होना मुझे लगता है कि यह एक ऐसा कौशल है जिसे सभी को विकसित करना चाहिए सीखने पर प्रतिबिंबित इसका मतलब है मैंने कैसे सीखा मैं किस प्रक्रिया से गुजरा हूं और मुझे कहां कठिनाई हुई मैं अपने सीखने को कैसे आंक रहा हूं और इस संबंध में मुझे अपनी सोच के बारे में भी किसी और के साथ बातचीत करने में सक्षम होना चाहिए जितना अधिक हम ऐसा करते हैं उतनी ही अधिक मेटाकॉग्निटिव क्षमता हमें प्राप्त होगी कई बार हम किसी बात को पूरी तरह समझ नहीं पाते हैं यही वह समय है जब हमें सीखने में बाधाओं का सामना करने पर स्पष्टीकरण और समर्थन प्राप्त करना चाहिए यदि आप इन सभी चीजों को अपने दिन प्रतिदिन सीखने की गतिविधि या यहाँ तक कि शिक्षण गतिविधि में करने में सक्षम हैं तो हमारे पास मेटाकॉग्निटिव क्षमता है हमें मेटाकॉग्निटिव क्षमता या मेटाकॉग्निटिव गतिविधियों के बारे में क्यों चिंतित होना चाहिए यह सर्वविदित है कि उच्च प्रदर्शन करने वाले छात्रों में अच्छा मेटाकॉग्निटिव कौशल होता है आईआईटीएनआईटी IIT NIT जैसे उच्च स्तरीय संस्थानों में जहां छात्रों को एक बहुत विस्तृतमाध्यम प्रक्रिया से चुना जाता है वे उच्च प्रदर्शन करने वाले छात्र होते हैं और उनके पास स्पष्ट रूप से बेहतर मेटाकॉग्निटिव कौशल होता है आईआईटीएनआईटी IITNIT में यदि शिक्षक मेटाकॉग्निटिव इंस्ट्रक्शन पर ज्यादा समय नहीं लगाता है क्योंकि अधिकांश छात्रों के पास पहले से ही वह कौशल है लेकिन कमजोर छात्रों में अन्य चीजों के अलावा खराब मेटाकॉग्निशन होता है यह वह जगह है जहां लगभग 90 इंजीनियरिंग कॉलेजों में कमजोर छात्रों का एक महत्वपूर्ण प्रतिशत है उनकी शिक्षा उनकी खराब मेटाकॉग्निशन क्षमताओं से प्रभावित होती है यह कहा जा सकता है कि खराब मेटाकॉग्निशन अक्षमता का एक बड़ा हिस्सा है यदि कमजोर छात्र उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश करते हैं और उनकी कमजोरी का एक तत्व उनकी खराब मेटाकॉग्निशन है उदाहरण के लिए खराब मेटाकॉग्निशन कौशल वाले छात्र अपने अध्ययन के समय को कम कर देते हैं वे थोड़े समय के लिए पढ़ते हैं और सोचते हैं कि वे समझ गए हैं और वे यह सोचकर आगे नहीं बढ़ेंगे कि उन्होंने पाठ्यक्रम सामग्री में महारत हासिल कर ली है जिसे वे मुश्किल से जानते हैं या समझ के स्तर में अत्यधिक आत्मविश्वासी हो जाते हैं या परीक्षणों में अपने प्रदर्शन को कम आंकते हैं या कम करके आंकते हैं और खराब अध्ययन निर्णय बनाते हैं यदि आप परीक्षा के बाद एक खराब मेटाकॉग्निटिव छात्र से पूछें तो वह बहुत आश्वस्त महसूस कर सकता है कि उसने पूरे पेपर को कर लिया है या सिर्फ यह घोषणा करेगा कि उसने कुछ भी अच्छा नहीं किया इसलिए वह वास्तविक रूप से अपने प्रदर्शन का अनुमान लगाने में सक्षम नहीं है और इसके कारण वे परीक्षण के बाद गलत निर्णय लेते हैं कि कितना अध्ययन करना है कब अध्ययन करना है क्या अध्ययन करना है अब हम मेटाकॉग्निशन के तत्वों को देखते हैं तीन तत्व हैं मेटाकॉग्निटिव नॉलेज मेटाकॉग्निटिव मॉनिटरिंग और मेटाकॉग्निटिव कंट्रोल और साहित्य में निगरानी और नियंत्रण को एक साथ मेटाकॉग्निटिव विनियमन के रूप में जाना जाता है आज भी कई शोध पत्र निगरानी और नियंत्रण को अलग नहीं करते हैं जबकि कुछ हिस्सों में निगरानी एक अलग प्रक्रिया है और नियंत्रण एक अलग प्रक्रिया है मेटाकॉग्निटिव ज्ञान क्या आपको कार्यों और सामग्री का ज्ञान है क्या आप कार्य को समझते हैं क्या आप जानते हैं कि क्या करना है क्या आप उन सामग्रियों को समझते हैं जो आपको प्रस्तुत की जाती हैं वही कार्यों का ज्ञान है दूसरा है अनुभूति और संज्ञानात्मक रणनीतियों के बारे में ज्ञान उदाहरण के लिए मेटाकोग्निटिव ज्ञान को घोषणात्मक ज्ञान और प्रक्रियात्मक ज्ञान माना जाता है स्मृति सोच और समस्या समाधान के लिए कौन सी रणनीतियाँ उपलब्ध हैं चूंकि ये तीन गतिविधियां हैं एक छात्र के प्रमुख रूप से शामिल होने की संभावना है इसका मतलब है मुझे क्या रणनीति पता है अस्थायी स्मृति से दीर्घकालिक स्मृति में स्थानांतरित करने के लिए मेरे पास कौन सी रणनीतियां हैं मेरे पास कौन सी रणनीतियां हैं क्या मुझे उन रणनीतियों के बारे में पता है इसी तरह सोच और समस्या समाधान के लिए क्या मैं इन रणनीतियों से अवगत हूं इसी तरह यह ज्ञान प्रक्रियात्मक ज्ञान को संदर्भित करता है यानी विभिन्नका उपयोग और अधिनियमन कैसे किया जाता है रणनीतियों और सशर्त ज्ञान कब और क्यों विभिन्न संज्ञानात्मक रणनीतियों का उपयोग करना है जैसा कि आप देख सकते हैं संज्ञानात्मक रणनीतियों के बारे में ज्ञान ये वे हैं जो उपलब्ध हैं और मुझे पहले इसके बारे में पता होना चाहिए अगर मुझे इनमें से कोई भी चीज़ नहीं पता है तो मैंने इसके बारे में स्पष्ट रूप से नहीं पढ़ा है यह आध्यात्मिक ज्ञान का तीसरा पहलू है क्या मैं एक शिक्षार्थी के रूप में अपनी ताकत और कमजोरियों को जानता हूं यह वर्गीकरण या मेटाकॉग्निटिव ज्ञान का यह विस्तार प्लिंट्रिच एट अल Plintrich etal के माध्यम से है मेटाकोग्निटिव मॉनिटरिंग मुझे यह देखने में सक्षम होना चाहिए कि क्या हो रहा है संज्ञानात्मक गतिविधि की वर्तमान स्थिति का आकलन करने के रूप में मेटाकॉग्निटिव मॉनिटरिंग को परिभाषित किया गया है इसमें कार्य कठिनाई या निर्णय सीखने में आसानी शामिल है इसका मतलब है कि मैं एक निर्णय ले रहा हूं यह आकलन कर रहा हूं कि सीखने का कौशल कितना आसान या कठिन होगा निगरानी के माध्यम से मुझे यह आकलन करने में सक्षम होना चाहिए कि सीखने का कार्य कितना आसान या कठिन होगा सीखने की निगरानी का अर्थ है यह निर्णय लेना कि किसी ने किसी विशेष विषय को किस हद तक सीखा है उसे कितनी दूर जाने की आवश्यकता है यह वह जगह है जहां मैं किसी विशेष विषय को सीखने के संबंध में हूं निगरानी है इसके अलावा मुझे जानने की भावनाओं की निगरानी करने में सक्षम होना चाहिए उदाहरण के लिए कुछ जानने के बारे में जागरूकता का अनुभव होना लेकिन इसे पूरी तरह से याद करने में असमर्थ होना जानने की इस तरह की भावना भी निगरानी का हिस्सा है अगला एक विश्वास निर्णय है जो प्रतिक्रिया की शुद्धता या उपयुक्तता का निर्णय करता है उदाहरण के लिए अगर मैंने किसी बात का जवाब दिया है तो क्या मैं यह निर्णय लेने में सक्षम हूं कि मैंने इसे सही तरीके से किया है या नहीं इसका मतलब है कि अगर मैंने कोई फैसला किया जो हमारा सही है तो मेरी न्याय करने की क्षमता में मेरा विश्वास बढ़ेगा तो ये मेटाकॉग्निटिव मॉनिटरिंग के चार तत्व हैं मेटाकॉग्निटिव कंट्रोल हमें मेटाकॉग्निटिव मॉनिटरिंग के आधार पर अपनी संज्ञानात्मक गतिविधि के कुछ पहलुओं को विनियमित करने में सक्षम होना चाहिए हम किस पहलू को विनियमित कर रहे हैं एक है गतिविधियों की योजना बनाना नियोजन गतिविधि का अर्थ है कि मुझे सीखने समय के उपयोग और प्रदर्शन के लिए लक्ष्य निर्धारित करने में सक्षम होना चाहिए मैंने लक्ष्य निर्धारित किए हैं कल तक ऐसे और ऐसे समय तक मैं इस विषय के लिए स्लाइड्स का एक सेट तैयार करने में सक्षम होना चाहिए और मुझे आम तौर पर कितना समय चाहिए और मैं इसे कितनी अच्छी तरह करने जा रहा हूं रणनीति का चयन और उपयोग किसी कार्य के लिए उपयोग की जाने वाली रणनीतियों के बारे में निर्णय लेना या किसी कार्य को करने के लिए रणनीतियों को कब बदलना है न केवल आप लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं बल्कि आप रणनीतियों के बारे में निर्णय ले रहे हैं और यह भी पता होना चाहिए कि आप किन परिस्थितियों में रणनीति बदल रहे हैं आप नियंत्रण समय के उपयोग के नियमन प्रयास सीखने की गति और प्रदर्शन के लिए संसाधनों का आवंटन कैसे करते हैं स्वैच्छिक नियंत्रण प्रेरणा भावना और पर्यावरण का नियंत्रण और विनियमन क्योंकि जब हम काम कर रहे होते हैं तो हो सकता है कि पर्यावरण पर हमारा उतना नियंत्रण न हो मान लें कि यह बहुत शोर है मुझे इसे नियंत्रित करने की आवश्यकता है मैं किसी चीज़ के बारे में नकारात्मक महसूस कर रहा हूँ मुझे अपनी भावनाओं के साथ साथ प्रेरणाओं को नियंत्रित करने में सक्षम होना चाहिए मेटाकॉग्निटिव नियंत्रण निर्णय उस दिशा और तरीके को प्रभावित करते हैं जिसमें सीखना जारी रहेगा अधिकांश समय हम ये सभी चार गतिविधियाँ करते रहेंगे लेकिन इसके बारे में पूरी तरह से जागरूक हुए बिना या हो सकता है कि हम इन गतिविधियों को ठीक से न कर पाएं क्योंकि हमें इनके बारे में जानकारी नहीं है या हम नहीं जानते हैं उदाहरण के लिए हम आसानी से अपने आप पर उचित रूप से निगरानी नहीं रख सकते हैं एक बार जब लोगोंछात्रों को ऐसा करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है तो यह दूसरी प्रकृति बनने लगती है लेकिन अगर कोई व्यक्ति ज्ञान में खराब है तो उसे कई बार इस अनुभव से गुजरना पड़ता है जब तक कि वह आवश्यक कौशल प्राप्त नहीं कर लेता हम विचार कर सकते हैं कि हम मेटाकॉग्निशन की जांच क्यों करना चाहते हैं आज के संदर्भ में हमें एकल या बहु विषयक संदर्भ में अधिक जानकारी के साथ जुड़ने और उसे तेजी से बदलने की क्षमता की आवश्यकता है हमें जो कुछ भी जानने की जरूरत है उसे औपचारिक पाठ्यक्रम में शामिल नहीं किया जा सकता है आप जिस कार्य पर काम कर रहे हैं उसके आधार पर आप लगातार नई जानकारी तक पहुंच बनाना चाहते हैं जो आज इंटरनेट पर उपलब्ध है या आसानी से उपलब्ध है एक ही विषय या बहु विषयक संदर्भ में बहुत सारी जानकारी के साथ संलग्न होने में सक्षम होना चाहिए साथ ही जैसे जैसे सूचना तक पहुंच लगातार बढ़ रही है जानकारी तक पहुंचने चुनने और निकालने की प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण कार्य बन जाएगी कभी कभी जब आप गूगल करते हैं तो आपको अंतहीन जानकारी मिलती है आप सब कुछ पढ़ने और उससे जानकारी निकालने की कोशिश में अपना समय बर्बाद नहीं कर सकते आपको जिन कौशलों की आवश्यकता होती है उनमें से एक है आसवन सूचना का एक मेटाकॉग्निटिव कौशल इन दिनों संस्थागत शिक्षकों को छात्रों को तेजी से कम निर्देशित वातावरण में या स्वायत्त शिक्षार्थियों के रूप में स्वतंत्र सीखने की आवश्यकता होती है चॉकबोर्ड या प्रोजेक्टर का उपयोग करके कक्षा में कुछ भी और सब कुछ नहीं पढ़ाया जा सकता है कुछ चीजों को संक्षेप में स्पर्श किया जाता है या अवलोकन प्रस्तुत किए जाते हैं और छात्रों को विवरणों पर काम करना होता है हर विवरण आज की कक्षाओं में प्रस्तुत किए जाने की संभावना नहीं है एक स्वायत्त शिक्षार्थी बनना होगा एक अच्छा स्वायत्त शिक्षार्थी एक अच्छा मेटाकोग्निटिव व्यक्ति भी होता है इन तीनों को प्राप्त करने के लिए यह अधिक से अधिक जानकारी के साथ जुड़ने या जानकारी को डिस्टिल करने या एक स्वायत्त शिक्षार्थी बनने की क्षमता है सबसे अच्छे तरीकों में से एक है मेटाकॉग्निशनमेटाकॉग्निशन लर्निंग को बढ़ावा देना एक मेटाकॉग्निटिव व्यक्ति कौन है एक मेटाकॉग्निटिव व्यक्ति वह होता है जो अपनी समझ की निगरानी करता है और समझ को विनियमित करने के लिए रणनीतियों का उपयोग करता है एक निगरानी कर रहा है और दूसरा समझ को विनियमित करने के लिए रणनीतियों का उपयोग कर रहा है इसका अर्थ यह भी है कि एक गैर संज्ञानात्मक व्यक्ति भी है इंजीनियरिंग शिक्षा के लक्ष्यों में से एक स्वतंत्र शिक्षा को बढ़ावा देना है जिसे प्रोग्राम आउटकम 12 कहा जाता है जिसे आजीवन शिक्षा कहा जाता है यदि आप अपने इंजीनियरिंग कार्यक्रम के माध्यम से पीओ 12 प्राप्त करना चाहते हैं तो शिक्षार्थियों को मेटाकॉग्निटिव व्यक्तियों के रूप में तैयार करना आवश्यक है आप इसे बढ़ावास्थापित नहीं कर सकते कि मेरा एक छात्र आजीवन सीखने वाला है मुख्य मार्ग उसे एक मेटाकॉग्निटिव व्यक्ति बना रहा है और उसके कारण शिक्षकों को यह समझने की जरूरत है कि शिक्षार्थियों की मेटाकॉग्निशन को कैसे सुधारें मेटाकॉग्निटिव टीचिंग मेटाकॉग्निटिवली टीचिंग में मेटाकॉग्निशनके साथ टीचिंग और मेटाकॉग्निशन के लिए टीचिंग शामिल है पहला शिक्षक से संबंधित है और दूसरा निर्देश से संबंधित है मेटाकॉग्निशन के साथ पढ़ाने का मतलब है कि शिक्षक अपने स्वयं के शिक्षण के बारे में सोच रहे हैं मेटाकॉग्निशन के साथ शिक्षण में निर्देशात्मक लक्ष्यों पर विचार करना शामिल है इसका अर्थ है कि शिक्षक को इस बारे में बहुत स्पष्ट होना चाहिए कि निर्देशात्मक लक्ष्य क्या हैं निहितार्थ क्या हैं यह केवल दोहराव नहीं है आपको वास्तव में निर्देश लक्ष्य की गहराई को समझना चाहिए या इसे किस स्तर पर करना है यह कितना महत्वपूर्ण है यह अन्य निर्देशात्मक लक्ष्यों से कैसे संबंधित है इत्यादि साथ ही आपको छात्रों की विशेषताओं और जरूरतों पर विचार करने में सक्षम होना चाहिए जैसा कि हमने कहा सभी संस्थानों में छात्र समान नहीं होते हैं इसलिए छात्रों के प्रत्येक समूह की अपनी विशेषताएं और जरूरतें होती हैं सभी पाठ्यक्रमों की सामग्री स्तर और अनुक्रमण समान नहीं हैं शिक्षण रणनीतियाँ जिन्हें आप अपने लिए उपलब्ध सामग्री और पाठ्यचर्या निर्देश और मूल्यांकन से संबंधित अन्य मुद्दों का उपयोग करना चाहते हैं मेटाकॉग्निशन के साथ शिक्षण के लिए इन सभी मुद्दों पर चिंतन करने की आवश्यकता है फिर से देखें कि यह एक सतत प्रक्रिया है ऐसी सोच होती है शिक्षण प्रभावशीलता को अधिकतम करने के लिए पाठ के पहले दौरान और बाद में मेटाकॉग्निशन के लिए शिक्षण मेटाकॉग्निशन को बढ़ावा दिया जा सकता है ध्यान दें कि कुछ विश्वविद्यालय अपनी वेबसाइटों पर कई शैक्षणिक मुद्दों के संबंध में एक स्थिति लेते हैं और वे कुछ सामग्री तैयार रखते हैं किसी विशेष शाखा के संकाय द्वारा संदर्भ मैं सिर्फ वेंडरबिल्ट विश्वविद्यालय से उद्धृत कर रहा हूं छात्रों को उनकी वर्तमान सोच की जांच करने के लिए प्रोत्साहित करना मैं इस विषय के बारे में पहले से क्या जानता हूं जो मेरे सीखने का मार्गदर्शन कर सकता है छात्रों को भ्रम की पहचान करने का अभ्यास देना कभी कभी एक बयान छात्र को भ्रमित कर सकता है लेकिन छात्र को यह स्पष्ट करने में सक्षम होना चाहिए कि आज कक्षा में खोजी गई सामग्री के बारे में मुझे सबसे अधिक भ्रमित करने वाला क्या था मैंने कक्षा में कुछ सुना है लेकिन यह भ्रमित करने वाला था किस बिंदु पर यह भ्रमित होने लगा और क्या छात्र पहचान पाएगा या छात्रों को वैचारिक परिवर्तन को पहचानने के लिए प्रेरित करना उदाहरण के लिए इस पाठ्यक्रम से पहले मैंने सोचा था कि एक प्रणाली की स्थिरता का मतलब ऐसा और ऐसा है अब मुझे लगता है कि स्थिरता ऐसी और ऐसी है जब एक वैचारिक परिवर्तन हुआ हो तो छात्र को निर्देश से पहले लिखने में सक्षम होना चाहिए यह उनकी राय थी या यह उनकी समझ थी लेकिन इस तरह सीखने के बाद समझ बदल गई उसे मुखर होना चाहिए या कभी कभी इसे कागज के एक टुकड़े पर लिखना चाहिए और अगर वह कुछ बार करता है तो इससे उसके सोचने के तरीके पर बहुत फर्क पड़ता है आप इस बात पर नज़र रख रहे हैं कि समय के साथ आपकी सोच कैसे बदल रही है और सचेत तरीके से बदलने की यह जागरूकता आपको एक मेटा संज्ञानात्मक व्यक्ति बनाती है इसके अलावा उपकरणों में से एक चिंतनशील पत्रिकाएं हैं जो एक ऐसा मंच प्रदान करती हैं जिसमें छात्र अपनी सोच की निगरानी करते हैं आप अपने छात्रों से अपनी खुद की पत्रिका लिखने के लिए कहते हैं मेरी परीक्षा की तैयारी के बारे में क्या तैयारी ने अच्छी तरह से काम किया कि मुझे इसे अगली बार करने के लिए याद रखना चाहिए हम कहें कि मैंने कुछ सही किया क्या मैं इसे केवल यह सुनिश्चित करने के लिए नोट कर सकता हूं कि मैं अगली बार इसका उपयोग कर सकूं अगर कोई चीज इतनी अच्छी तरह से काम नहीं करती है और मुझे अपना समय फिर से उस विशेष विधि को करने या उसका उपयोग करने में बर्बाद नहीं करना चाहिए शिक्षक एक छात्र को एक चिंतनशील पत्रिका बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है जिसमें छात्र अपने द्वारा किए गए कार्यों को प्रतिबिंबित करता है उस पर निर्णय लेना किसी के लिए नहीं बल्कि केवल छात्र की आंखों के लिए है मेटाकॉग्निशन में निर्देश सामग्री और गतिविधियों के साथ अंतर्निहित होना चाहिए जिसके बारे में छात्र सोच रहे हैं यह सबसे प्रभावी तब होता है जब इसे विशिष्ट सीखने के संदर्भ या विशिष्ट विषय पाठ्यक्रम या अनुशासन को प्रतिबिंबित करने के लिए अनुकूलित किया जाता है इसका क्या मतलब है निर्देश और मेटाकॉग्निशन सामान्य नहीं होना चाहिए यह एक विशिष्ट पाठ्यक्रम या एक विशिष्ट पाठ्यक्रम के संदर्भ में किया जाना चाहिए सीखने के संदर्भ को उसकी प्रासंगिक प्रक्रियाओं से स्पष्ट रूप से जोड़ने में शिक्षार्थी यह मानने के बजाय नए संदर्भों के लिए रणनीतियाँ अपनाने में सक्षम होंगे कि सीखना हर जगह और हर समय समान है उदाहरण के लिए अनुशासन उपयुक्त तरीकों से अनुशासनात्मक ग्रंथों को पढ़ने की छात्रों की क्षमता भी मेटाकोग्निटिव अभ्यास से लाभान्वित होगी जिस तरह से निर्देश होना चाहिए वह एक विशिष्ट पाठ्यक्रम के संबंध में होना चाहिए और एक बार जब आप यह जान लेते हैं कि सीखना सामान्य होता जा रहा है तो इसका मतलब है कि अगर मैं एक मेटाकोग्निटिव व्यक्ति बन सकता हूं तो मैं इसे अन्य संदर्भों में भी लागू कर पाऊंगा आइए परिचयात्मक प्रोग्रामिंग पाठ्यक्रम का मामला लें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसकी विफलता और छोड़ना दर बहुत अधिक है और यह ज्ञात है भारत में अधिकांश इंजीनियरिंग संस्थान इस पाठ्यक्रम में उच्च उत्तीर्ण प्रतिशत प्राप्त करते हैं और पाठ्यक्रम को छोड़ना कोई विकल्प नहीं है क्योंकि यह अनिवार्य है संस्थानों ने इसे कैसे हासिल किया छात्रों को कार्यक्रमों का एक निश्चित सेट सीखने के लिए प्रोग्रामिंग नहीं इस प्रणाली ने किसी तरह पाठ्यक्रम को कार्यक्रमों के एक निश्चित सेट को सीखने में परिवर्तित करके उच्च उत्तीर्ण प्रतिशत प्राप्त करने के लिए खुद को अनुकूलित किया मूल्यांकन के तरीके भी प्रयोगशाला में इन कार्यक्रमों को पुन पेश करने की छात्र की क्षमता पर आधारित होते हैं इसका मतलब है कि 20 या 25 कार्यक्रमों का एक निश्चित सेट है और शिक्षक इन कार्यक्रमों को प्रस्तुत करता है बोर्ड पर प्रस्तुत केवल एक कोड और छात्र को उस कोड को याद रखने और पुन पेश करने और उसे प्रयोगशाला में चलाने में सक्षम होना चाहिए आम तौर पर आपको कोड नहीं बदलना चाहिए भले ही वह अधिक कुशल कोड लिख सके किसी तरह सिस्टम छात्रों को कार्यक्रमों के एक निश्चित सेट को सीखने के लिए समायोजित करता है उम्मीद करता है कि वे नई समस्याओं के लिए कोड करने में सक्षम होंगे एक सर्वेक्षण ने स्थापित किया कि छात्रों में मेटाकोग्निटिव ज्ञान और कार्यक्रमों को लिखने के लिए आवश्यक संज्ञान के विनियमन निगरानी और नियंत्रण दोनों के संदर्भ में मेटाकॉग्निटिव जागरूकता की कमी है साथ ही एक अन्य सर्वेक्षण ने स्थापित किया कि अच्छे ग्रेड का मतलब अच्छा प्रोग्रामिंग कौशल नहीं है अगर किसी को ए या एस 'A' or 'S मिला है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह प्रोग्रामिंग करने में सक्षम है इस विशेष पाठ्यक्रम के संबंध में ही कुछ समस्या है प्रोग्रामिंग सीखने में तीन परस्पर संबंधित प्रकार के प्रोग्रामिंग ज्ञान का अधिग्रहण और प्रभावी उपयोग शामिल है यह क्या हैं एक है वाक्यात्मक प्रोग्रामिंग भाषा के बारे में विशिष्ट तथ्य और इसके उपयोग के नियम यह आमतौर पर वर्ग में प्रस्तुत किया जाता है अवधारणात्मक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग निर्माण और सिद्धांत मैं वास्तव में एक एल्गोरिदम आधार कैसे बना सकता हूं और समस्या की व्याख्या कैसे करूं रणनीति सामान्य प्रोग्राम समाधान कौशल के प्रोग्रामिंग विशिष्ट संस्करण अधिकांश परिचयात्मक प्रोग्रामिंग पाठ्यक्रम वाक्यात्मक ज्ञान के विकास को बढ़ावा देते हैं और वैचारिक ज्ञान और न ही रणनीतिक ज्ञान के विकास पर पर्याप्त जोर नहीं देते हैं जो कि बिना खोज के छोड़ दिया जाता है जब इसे कक्षा में स्पष्ट रूप से नहीं निपटाया जाता है तो छात्रों को स्वयं ही इसकी खोज करनी होगी और कोई भी उस प्रक्रिया का मार्गदर्शन नहीं कर रहा है प्रोग्रामिंग के मेटाकॉग्निटिव निर्देश में छात्रों को परीक्षण और त्रुटि से आगे बढ़ने देना शामिल है कई संस्थानों में अंतिम निर्देशात्मक लक्ष्य कार्यक्रमों को काम करना प्रतीत होता है इसका परिणाम क्या है छात्रों में विकृत या निष्क्रिय ज्ञान के रूप में वर्णित प्रोग्रामिंग का एक नाजुक ज्ञान विकसित करने की प्रवृत्ति होती है इसका मतलब है आप कार्यक्रमों का एक सेट जानते हैं यह इस प्रकार अनुवाद करता है 20 मानक कार्यक्रमों में से एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए एक कार्यक्रम है यदि आप विद्यार्थियों से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कहते हैं तो लगभग 90 प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण होते प्रतीत होते हैं इसका मतलब है उनके पास निष्क्रिय ज्ञान है लेकिन वे नए संदर्भ को उचित रूप से समझने और कोड को थोड़ा बदलने में सक्षम नहीं हैं वे अपने ज्ञान का अनुचित उपयोग करते हैं वे कोड को उचित रूप से नहीं बदल सकते क्योंकि उनका ज्ञान अभी भी उस प्रारंभिक संदर्भ से जुड़ा हुआ है जिसमें इसे हासिल किया गया है छात्र केवल एक संदर्भ से परिचित होते हैं और वे बदलते संदर्भ के अनुकूल नहीं हो पाते हैं क्या किया जा सकता है विभिन्न संस्थानों में छात्रों के कई समूहों के साथ काम करने से स्थापित मेटाकोग्निटिव फॉर्मेटिव असेसमेंट छात्रों को सामाजिक संदर्भ में भी प्रोग्रामिंग सीखने में समय लगाने और निवेश करने में मदद करता है जहां सीखने के कार्यक्रम अच्छे ग्रेड प्राप्त करने और स्कोर करने के लिए पर्याप्त होंगे जैसा कि आप देख सकते हैं यह एक महत्वपूर्ण बाधा है इसका मतलब है कि अगर मैं केवल प्रोग्राम सीखता हूं तो मुझे अच्छे ग्रेड मिल सकते हैं किसी भी मेटाकॉग्निटिव फॉर्मेटिव असेसमेंट में भाग लेने वाले अधिकांश छात्रों के लिए ज्यादा प्रेरणा नहीं है बहुत कम विद्यार्थी प्रोग्रामिंग सीखने के प्रति गंभीर थे और उन्होंने इस प्रकार के अभ्यास में भाग लिया लेकिन इसे नियमित रूप से किया जाना चाहिए सामान्य तौर पर मेटाकॉग्निटिव इंस्ट्रक्शन के बारे में क्या किया जा सकता है पहली बात यह है कि मेटाकॉग्निटिव इंस्ट्रक्शन संदर्भ और सामग्री विशिष्ट होना चाहिए लेकिन मेटाकॉग्निटिव लर्निंग प्रकृति में सामान्य है तो हमें क्या करना चाहिए इंजीनियरिंग कार्यक्रम के पहले दो वर्षों में कुछ पाठ्यक्रमों को जानबूझकर मेटाकॉग्निटिव निर्देश के लिए लक्षित किया जाना चाहिए हम इन पाठ्यक्रमों को कैसे चुनते हैं आप गणित पाठ्यक्रमप्रोग्रामिंग पाठ्यक्रमवर्णनात्मक पाठ्यक्रमइंजीनियरिंग विज्ञान पाठ्यक्रम या अंग्रेजी पाठ्यक्रम भी ले सकते हैं कुछ पाठ्यक्रमों को लक्षित किया जा सकता है इसका मतलब है उन पाठ्यक्रमों के प्रशिक्षकों को जानबूझकर मेटाकॉग्निटिव निर्देश शामिल करने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप अपने पाठ्यक्रम में मेटाकॉग्निटिव इंस्ट्रक्शन के कुछ उदाहरण लिखें भले ही आपने इसका उपयोग नहीं किया हो या आप पहले मेटाकॉग्निशन से जुड़ी शब्दावली से अनजान हों आपको इस विशेष इकाई के माध्यम से शब्दावली से परिचित होना चाहिए आप वापस देख सकते हैं कि क्या आपके पाठ्यक्रम में मेटाकॉग्निटिव निर्देश के कुछ उदाहरण थे और यदि हां तो कृपया उन कुछ उदाहरणों को बुलेट पॉइंट या एक संक्षिप्त पैराग्राफ के रूप में लिखें इन अभ्यासों के परिणामों को इस पते पर साझा करने के लिए हम आपको धन्यवाद देंगे